अब हम डिजिटल सर्किट में क्लॉकिंग पर चर्चा शुरू करेंगे अब अगले कुछ हफ्तों में वास्तव में हम क्लॉकिंग टाइमिंग और क्रॉस टॉक इत्यादि से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में बात करेंगे क्लॉकिंग किसी भी डिजिटल सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जिसका हम आज उपयोग करते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकांश सर्किट और सिस्टम जो हम व्यवहार में उपयोग करते हैं प्रकृति में अनुक्रमिक हैं तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो चिप या सर्किट्री के अंदर चल रही हैं और सब कुछ एक घड़ी द्वारा नियंत्रित किया जाता हैI एक घड़ी संकेत जो पूरे सिस्टम के लिए किसी प्रकार के सिंक्रनाइज़ मास्टर के रूप में कार्य करता है जितनी तेज़ क्लॉकिंग होगी उतनी ही तेज़ी से ऑपरेशन होगा इसलिए जब हम क्लॉकिंग के बारे में बात करते हैं तो कई मुद्दे होते हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता होती है निश्चित रूप से ये जानना जरूरी है कि एक क्लॉक सिग्नल क्या है सर्किट के संचालन की गति से संबंधित विभिन्न पहलू क्या हैं एक क्लॉक के संबंध में आपके द्वारा परिभाषित विभिन्न प्रकार के पैरामीटर क्या हैं और निश्चित रूप से हम बाद में देखेंगे कि जब हम उच्च प्रदर्शन सर्किट के बारे में बात करते हैं जो आजकल बहुत आम हैं I हम जितनी जल्दी हो सके एक सर्किट चलाना चाहते हैं जिसका अर्थ है कि सर्किट में देरी क्लॉक की आवृत्ति को यथासंभव बढ़ाया जा सकता है जोकि बेशक बिजली की खपत की कुछ सीमाओं के भीतर होनी चाहिए जिसके बारे में हम बाद में फिर से बात करेंगे तो हम क्लॉक डिजाइन के बारे में इस व्याख्यान में अपनी चर्चा शुरू करते हैं जैसा कि मैंने कहा कि डिजिटल सिस्टम में सिंक्रोनाइज़ेशन के पीछे क्लॉकिंग मूल अवधारणा है तो आज कल लगभग सभी अनुक्रमिक सर्किट प्रकृति में सिंक्रनाइज़ किए जाते हैं इसके विपरीत आपके पास अतुल्यकालिक प्रणाली हो सकती है जो हालांकि बेहतर या उच्च गति का वादा कर सकते हैं लेकिन उन्हें निश्चित रूप से डिजाइन और नियंत्रण करना अधिक कठिन हैं I इस तरह के सर्किट और सिस्टम को डिजाइन और सत्यापित करना बहुत मुश्किल है जब हम सिंक्रोनस सर्किट के संदर्भ में बात करते हैं लगभग सभी सिस्टम प्रकृति में सिंक्रनाइज़ किए जाते हैं एक क्लॉक है जो सभी ऑपरेशनों को नियंत्रित करती है इसलिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्लॉकिंग संबंधित पैरामीटर स्केव एंड जिटर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कई तरह की देरी की बाधाएँ हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे जिनमें कुछ प्रकार की अधिकतम बाधाएँ और न्यूनतम बाधाएँ हैं जिन्हें सेटअप और होल्ड टाइम कहा जाता है और हम कुछ ऐसे कारकों के बारे में बात करेंगे जो इस स्केव एंड जिटर वाली घटना को प्रभावित करते हैं तो यह वही है जो मैंने बात की थी अधिकांश चिप्स जो आज उपयोग किए जाते हैं वे प्रकृति में सिंक्रनाइज़ किए जाते हैं जिसका अर्थ है कि एक रिफरेन्स क्लॉक है आमतौर पर कई प्रणालियों में एक ही क्लॉक होती है लेकिन कई क्लॉक चरण हो सकते हैं जो एक एकल बाहरी स्रोत से उत्पन्न होते हैं इसलिए चिप की सभी आंतरिक गतिविधियां जो उस क्लॉक के संबंध में सिंक्रनाइज़ की जाती हैं वे आमतौर पर बाहर से लागू होती हैं इसलिए क्लॉक सिग्नल का उपयोग स्टोरेज एलिमेंट्स को सिंक्रनाइज़ करने के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए आपके पास फ्लिप फ्लॉप है मान लीजिये कि मेरे पास एक D फ्लिप फ्लॉप है जिसमें एक D इनपुट और एक Q आउटपुट है और एक क्लॉक इनपुट होगा इसलिए यहां मैं जो भी D पर लागू करता हूं वह एक क्लॉक के साथ सिंक्रनाइज़ेशन में फ्लिप फ्लॉप के अंदर जमा हो जाएगा इसलिए आदर्श क्लॉक सिग्नल इस तरह होगा कि यह आवधिक संकेत प्राप्त करेगा जो कुछ निश्चित समय अवधि मान लीजिये T के साथ ऊपर और नीचे जाएगा यह फ्लिप फ्लॉप के प्रकार पर निर्भर करता है तो जब भी क्लॉक का सिग्नल 0 से 1 तक जाता है या 1 से 0 होता है फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक के बढ़ते किनारे पर सक्रिय किया जा सकता है लेकिन जब यह नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होता है तो हम आमतौर पर क्लॉक इनपुट को यह इंगित करने के लिए क्लॉक सिग्नल पर एक बुलबुले का उपयोग करते हैं इन्हें आमतौर पर एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है अब इसके विपरीत हमारे पास एक लैच हो सकता है जहाँ इस भंडारण को इस क्लॉक के किनारों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है लेकिन स्तर से जब तक कि क्लॉक अधिक होती है तब तक यह फ्लिप फ्लॉप या लैच खुला रहता है तो जो इनपुट में आ रहा है वह जमा होता जाएगा और अंततः क्लॉक के नीचे जाने तक जो अंतिम इनपुट वैल्यू होगी वो संग्रहित हो जाएगी अब हम बात करेंगे पाइपलाइनिंग के बारे में आज कल हम जिन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हे वो ज्यादातर पाइपलाइन वाले हैं पाइपलाइन सिस्टम pileline system या पाइपलाइन प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए उदाहरण के लिए एक विशिष्ट निर्देश पाइपलाइनिंग में हम जिन सभी प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं वे आंतरिक रूप से पाइपलाइनिंग का उपयोग करते हैं ताकि हम प्रति सेकंड निष्पादित निर्देशों की संख्या में सुधार कर सकें और यह थ्रूपुट में सुधार करता है और आक्रामक पाइपलाइनिंग उच्च आवृत्ति संचालन की ओर जाता है मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा लेकिन एक पाइपलाइन दिखता कैसा है एक पाइपलाइन कुछ इस तरह दिखती है यह ट्व स्टेज पाइपलाइन का एक उदाहरण है ये काले छायांकित क्षेत्र दो चरण हैं और बीच में कुछ रजिस्टर भंडारण तत्व हैं इन्हें एक क्लॉक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह एक फोर स्टेज पाइपलाइन है तो पाइपलाइन के पीछे मूल विचार क्या है मैं इसे एक सरल उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करूंगा मान लीजिए कि मेरी कुछ संगणना है कि मैं इसे S का नाम देता हूँ इसलिए मैं एक इनपुट प्राप्त करता हूं जिसका मुझे आउटपुट मिलता है मान लीजिए कि डेटा के एक सेट को प्रोसेस करने में लगने वाला समय T है इसलिए n डेटा आइटम के लिए लगने वाले कुल समय को n कहते हैं I यहां T और n को गुणा किया जायेगा अब मैं क्या करता हूं कि इस एकल चरण के बजाय मैं इस गणना को छोटे चरणों में विभाजित करता हूं तो आइए हम उदाहरण चार चरणों के रूप में लेते हैं इसलिए मैं उन्हें S1 S2 S3 और S4 का नाम देता हूं तो इनपुट आ रहा है S1 का आउटपुट S2 के इनपुट पर जा रहा है S2 का आउटपुट S3 के इनपुट पर जा रहा है तो विचार इस पूरी गणना S को कंप्यूट करना है ऐसा नहीं है कि मैं चार बार हार्डवेयर गुणा कर रहा हूं एक ही हार्डवेयर है लेकिन मैं इसे चार भागों में विभाजित कर रहा हूं जो समय के मामले में लगभग समान जटिलता हैं अब डेटा आइटम के संदर्भ में मान लें कि इनपुट डेटा एक दो तीन चार जैसे आ रहे हैं तो यह इस तरह से काम करता है ये समय के चरण हैं मान लीजिए कि एक चरण को पूरा करने के लिए लिया गया समय आइए हम इसे t कहते हैं इसलिए t 2t 3t और क्रमशय इसी तरह ये आगे चलता है पहले हम इन चरणों को S1 S2 S3 और S4 इंगित करें तो यह S1 डेटा सेट 1 पर काम करना शुरू कर देगा इसके खत्म होने के बाद यह S2 में चला जाएगा और उसके खत्म होने के बाद यह S3 में चला जाएगा उसके खत्म होने के बाद यह S4 में जाएगा अब जब यह S1 का आउटपुट S2 के इनपुट पर जाता है तो पाइपलाइनिंग का मतलब है कि मैं S1 में उसी ओवर लैप फैशन में दूसरी इनपुट गणना शुरू करना चाहता हूं इसी तरह जब यह S3 में जाता है तो मैं यहां 2 और 3 शुरू करना चाहता हूं तो इस तरह यह एक ओवरलैप फैशन में आगे बढ़ेगा आप देखें कि चार स्टेप्स के बाद पहला आउटपुट जेनरेट होता है और उसके बाद हर बार स्टेप्स में एक आउटपुट जेनरेट होगा तो n डेटा आइटम के लिए आप इस तरह की गणना कर सकते हैं कुल समय यहां चरणों की संख्या 4 में से 1 कम होगा यानि की 3 I यह वह समय है जो पाइपलाइन के लिए और डेटा की संख्या को भरने के लिए लिया जाता है क्योंकि इसके बाद प्रारंभिक 3 के समय के बाद मुझे हर क्लॉक पल्स में एक आउटपुट प्रापत होगा और t के साथ गुणा किया जाएगा तो यह लगभग n3 है इस nT को देखें तो आप कह सकते हैं कि यह लगभग n × 4t के बराबर है तो आप देख सकते हैं कि मैं एक ही समय में लगभग 4 की गति पा रहा हूं इसलिए इसका मतलब लगभग 4 तक की गति का बढ़ना चरणों की संख्या के बराबर है लेकिन निश्चित रूप से इन चरणों को अलग करने के लिए हमें चरणों के बीच में चरणों को पंजीकृत करने की ज़रूरत है यह एक क्लॉक द्वारा फ़ीड किया जाएगा यह एक क्लॉक सिग्नल होगा पाइपलाइनिंग के पीछे यह एक मूल विचार है और सभी प्रणालियां जो आज हम देखते हैं लगभग उन सब के अंदर एक आंतरिक पाइपलाइन संरचना है जो आपको दक्षता के कारण थ्रूपुट के कारण थ्रूपुट में वृद्धि आदि करने से मिलती है आप देख सकते हैं कि अनिवार्य रूप से हमारे पास कई S1 S2 S3 S4 ब्लॉक हैं जो कॉम्बिनेशन सर्किट हैं और बीच में कुछ रजिस्टर या स्टोरेज तत्व हैं यह विशिष्ट सर्किट आज कुछ कैसा दिखता है इसलिए यह आपको उन उदाहरणों की सराहना करने के लिए प्रेरित करेगा जिन्हें हम बाद में देखेंगे क्योंकि हम बाद में अनिवार्य रूप से देखेंगे कि हमारे पास क्या है हमारे पास दो संयोजन तत्व हैं जिनके बीच में कुछ संयोजन सर्किट हैं तो निम्नतम स्तर में बीच में छोटे कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ दो फ्लिप फ्लॉप होंगे इसलिए यदि आप उस छोटे सर्किट का विश्लेषण कर सकते हैं तो आप एक पाइपलाइन प्रकार की वास्तुकला का भी विश्लेषण कर सकते हैं जो मूल रूप से एक समान संरचना है इसके इलावा एक और भी मुद्दा है अब उसके बारे में बात करते हैं यह कुछ प्रोसेसर के प्रदर्शन से संबंधित है तो यहां हम CPU के बारे में बात कर रहे हैं जोकि एक प्रोसेसर है और निर्देशों को निष्पादित कर रहा है खैर इसी तरह की चर्चा अन्य प्रकार के डिजिटल सर्किटों पर भी लागू हो सकती है लेकिन हम यहाँ प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहां कुल निष्पादन समय निर्देशों की संख्या निर्देश गणना हर निर्देश को निष्पादित करने के लिए आवश्यक क्लॉक साइकल्स की संख्या का गुणा होगी I इसे क्लॉक साइकिल टाइम कहा जाता है जोकि साइकल्स पर इंस्ट्रक्शंस को क्लॉक पीरियड के साथ गुणा करके निकला जाता हे इसलिए यदि आप इस तीन चीजों को एक साथ करते हैं तो आपको एक कार्यक्रम के लिए कुल निष्पादन समय मिलता है अब अगर मैं एक प्रोसेसर को तेज करना चाहता हूं इसका मतलब है कि मैं निष्पादन समय को कम करना चाहता हूं मैं इसे तीन अलग अलग तरीकों से कर सकता हूं I मैं या तो निर्देशों की संख्या कम कर सकता हूं यह मैं अनुदेश सेट वास्तुकला को संशोधित करके कर सकता हूं उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक कंप्यूटर है गुणा करने के लिए कोई निर्देश नहीं है तो मुझे यहां गुणा करने के लिए कई निर्देशों का उपयोग करना पड़ेगा लेकिन अगर मैं एक नए निर्देश सेट पर जाता हूं जहां गुणा करने के लिए निर्देश है तो निर्देशों की संख्या कम होगी IC को कम करने का यह एक तरीका है प्रति निर्देश चक्र को अच्छी तरह से कम करे यहाँ हमारे पास एक बेहतर पाइपलाइन हो सकती है I गहरी पाइप लाइन से पाइपलाइनों की की संख्या बढ़ जाती है जिससे प्रसंस्करण को अधिक ओवरलैप किया जा सकता है और स्पीड को बढ़ाया जा सकता है प्रति अनुदेश के लिए आवश्यक चक्र की संख्या कम हो जाएगी और हां जब आप समय अवधि क्लॉक पीरियड या CC को कम करने की बात करते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप लॉजिक डिजाइन कैसे कर रहे हैं यह कुछ ऐसा है जो मुख्य रूप से हमारी चर्चा का विषय होगा और निश्चित रूप से निर्माण तकनीक पर बेहतर तकनीक का मतलब होगा तेज सर्किट जिसका मतलब होगा तेज क्लॉक लेकिन तकनीक कभी कभी एक डिजाइनर के नियंत्रण में नहीं होती है डिजाइनर फ्लिप फ्लॉप गेट्स के साथ के साथ लॉजिक डिजाइन के साथ खेल सकते हैं और त्रुटियों के बिना सर्किट को तेजी से चलाने के तरीके खोज सकते हैं इसलिए हमारा प्राथमिक ध्यान क्लॉकिंग मुद्दों पर होगा विशेष रूप से CCTV की तीसरी कमी तो आप यह कैसे कर सकते हैं खैर मैंने एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात की कुछ बयान आप यहाँ दे रहे हैं बेशक इस बारे में बाद में और अधिक विस्तार से बताएंगे पहला यह है कि आज हम जो भी सर्किट इस्तेमाल करते हैं उनमें से ज्यादातर एज ट्रिगर्ड ऑपरेशन पर आधारित होते हैं इसका मतलब है कि जब भी क्लॉक कम से उच्च या ऊपर से नीचे होती है तो फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड हो जाता है I जब क्लॉक कम से उच्च किनारे पर जाती है तो उसे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कहते है और इसी तरह अगर क्लॉक ऊपर से कम वाले किनारे पर जाती है तो उसे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कहते है इसलिए एक समय T पर रहने वाले डेटा को tT के बाद अगले फ्लिप फ्लॉप पर पहुंचना चाहिए T यहां पर क्लॉक पीरियड है एक कोंसेकेंस सेट अप टाइम भी होता है जिसे हम बाद में देखेंगे तो हम कह रहे हैं डेटा अगले फ्लिप फ्लॉप पर सेटअप टाइम tT से पहले आ जाना चाहिए यहाँ हम फिर से उस पाइपलाइन प्रकार की वास्तुकला के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस तरह के आर्किटेक्चर से चिपके रहते हैं जहां मेरे पास स्टेज है जो एक कॉम्बिनेशन सर्किट है मेरे पास एक रजिस्टर है जिसे Ri नाम दिया गया है एक और रजिस्टर है जिसे Ri1 नाम दिया गया है तो एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जाता है और मेरे पास क्लॉक सिग्नल है जिसका उपयोग क्लॉक रजिस्टर के साथ साथ इस रजिस्टर में भी किया जाता है और T क्लॉक का समय काल है तो हम कह रहे हैं जो भी डेटा 't' समय पर रह रहा है इसे तैयार रहना चाहिए I मान लीजिए कि ये सभी रजिस्टर पॉजिटिव एज ट्रिग्गड़ हैं इसलिए जब अगला चरण आता है तो यह डेटा अगले फ्लिप फ्लॉप में तैयार होना चाहिए ताकि सही आउटपुट संग्रहित हो जाए तो यह समय T यह भंडारण तत्वों के गुण हैं I बेशक सेटअप टाइम भी कुछ है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा तो हमें कुछ समय देना होगा आप सेटअप टाइम नामक इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए इसे क्लॉक पीरियड के संबंध में प्रावधान कह सकते हैं यह हम थोड़ी देर के बाद में देखेंगे तो मूल रूप से क्लॉकिंग रिश्ते इस तरह हैं कॉम्बिनेशन ब्लॉक के प्रत्येक आउटपुट फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रत्येक इनपुट फ्लिप फ्लॉप से देरी का मतलब है कि एक पाइपलाइन सर्किट के लिए इस एक चरण के आउटपुट रजिस्टर में इनपुट रजिस्टर का समय T से कम होना चाहिए इसमें सेटअप को अनदेखा किया गया है लेकिन अगर आपके पास सेटअप है तो T थोड़ा और कम हो जायेगा I इसलिए यह हमें बाद में दिखाई देगा क्यों T बहुत कम हो रहा है और अगर वहाँ कई फ्लिप फ्लॉप सर्किट में रजिस्टर कर रहे हैं तो क्लॉक सिग्नल्स का एक अन्य गुण यह भी हैजिसे हम बाद में संबोधित करेंगे I इसलिए जो आप आदर्श रूप से चाहते हैं वह यह है कि सिग्नल को एक ही समय में सभी फ्लिप फ्लॉप तक पहुंचना चाहिए इसलिए यदि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो करेक्टनेस ऑपरेशन्स से समझौता किया जा सकता है इसलिए क्लॉक सर्किट्री के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिज़ाइन पैरामीटर है कि जब भी मैं क्लॉक सिग्नल को फीड करना चाहता हूं तो उन सभी सिग्नल को हर जगह लगभग एक ही समय पर पहुंचना चाहिए यह कुछ ऐसा है जिस पर हम कुछ देर में चर्चा करेंगे अभी नहीं तो हमारे पास क्लॉक सिग्नल आ रहा है T टाइम पीरियड से शुरू होकर tT t2T तक की समय अवधि है तो आइए एक चरण पर विचार करें जो अनिवार्य रूप से एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसके पहले और बाद में रजिस्टर के साथ क्लॉक सिग्नल आता है और इस बार T की अवधि काफी ज्यादा होनी चाहिए ताकि जो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट में विलम्भ का सबसे खराब मामला है वह गणना पूरी हो जाए ताकि जब भी अगला पड़ाव यहां आए तो सही आउटपुट यहां जमा हो जाए इसलिए यदि केवल यह सुनिश्चित किया जाता है तो पाइपलाइनिंग ठीक से काम करना चाहिए कि चरण 1 का आउटपुट चरण 2 में जाना चाहिए चरण 2 का चरण 3 में जाना चाहिए क्योंकि अगला डेटा भी समान रूप से आ रहा है इसलिए यहां एक प्रकार का ओवरलैप होगा क्योंकि डेटा 1 चरण 1 से चरण 2 तक जाता है डेटा 2 चरण 2 में आ जाएगा इसलिए या तो यहां सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए या फिर डाटा का लॉक स्टेप मूवमेंट होना चाहिए यदि क्लॉकिंग और देरी बिल्कुल सिंक्रनाइज़ नहीं हैं तो समस्या होगी यदि चरण 2 के लिए पर्याप्त समय न दें तो यह गणना समाप्त कर देता है तो हो सकता है कि गलत आउटपुट आउटपुट रजिस्टर में संग्रहित हो जाएगा इस बारे में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए तो आइए हम पहले स्केव और जिटर को देखें ये दो पैरामीटर हैं जो क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हैं तो क्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है आईये इसे समझते हैं क्लॉक डिस्ट्रिब्यूशन का मतलब हम एक उदाहरण से समझते हैं मान लीजिये कि मेरे पास एक चिप है जैसा कि मैंने आम तौर पर कहा था कि हम आउटपुट से क्लॉक का एक ही स्रोत लागू करते हैं और अंदर कुछ सर्किटरी होगी जो इस क्लॉक सिग्नल को आपके चिप के अंदर कई स्थानों पर जाने की अनुमति देती है जहां आपको क्लॉक सिग्नल को ले जाने की आवश्यकता होती है तो इस क्लॉक सिग्नल को यहां इस सभी बिंदुओं पर जाने की जरूरत है तो यह एक गुण है जिसका इस क्लॉक नेटवर्क को पालन करना चाहिए और दूसरी बात यह है कि क्लॉक सिग्नल को सभी L पॉइंट तक लगभग एक ही समय में पहुंचना चाहिए क्योंकि यदि यह सुनिश्चित नहीं किया गया है तो गणना में कुछ त्रुटि हो सकती है आइए हम इन दो शब्दावली स्केव और जिटर को देखें जो इस वितरण समस्या से संबंधित हैं और यह भी जानेंगे वे कैसे संबंधित हैं जैसा कि मैंने कहा था कि क्लॉक आम संदर्भ में सिग्नल प्रदान करती है इसे पूरे चिप में वितरित किया जा सकता है क्योंकि यह पूरे चिप में सभी को वितरित किया जाता है क्लॉक नेट की कुल लंबाई बहुत बड़ी हो सकती है और यह एक ही सिग्नल की कई शारीरिक अभिव्यक्तिओं को जन्म देगी इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं तो अब उन समस्यायों के बारे में जानते हैं I पहला है स्केव स्केव नेटवर्क क्लॉक के किसी भी लीफ नोड्स के बीच अधिकतम देरी को कहा जाता है यह क्लॉक का नेटवर्क है क्लॉक यहां आ रही है इसे हर जगह पहुंचना चाहिए मान लीजिये कि यह बिंदु x है और यह बिंदु y है तो क्या हो सकता है कि बिंदु x में क्लॉक सिग्नल इस तरह हो सकता है तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न रास्तों के साथ देरी में अंतर होने के कारण जब क्लॉक के y तक पहुंचने में देरी हो सकती है I क्लॉक को पहुंचने में कितनी देरी होगी यह पथ पर होने वाले अतिरिक्त विलंब पर निर्भर करता है और इसी देरी को स्केव कहा जाता है इसी तरह की परिभाषा जिटर की भी है I मान लीजिये कि मैं एक विशेष बिंदु को देख रहा हूं जो x और y दोनों नहीं है बल्कि विशेष बिंदु x है तो मान लीजिए कि मेरे पास एक बिंदु x है जहां क्लॉक आ रही है I अब अगर पहला क्लॉक सिग्नल T समय की देरी के बाद आ रहा है वहीं दूसरा क्लॉक सिग्नल 09T की देरी के बाद और तीसरा क्लॉक सिग्नल 11T की देरी के बाद आदर्श रूप से समान लीफ नोड पर एक के बाद एक क्लॉक पल्सेस आ रही हैं उन सब के बीच समय की अवधि का अंतर TTTT होना चाहिए परन्तु यहां जो क्लॉक पल्सेस के बीच में देरी का अंतर है उसे जिटर कहा जाता है जिटर एक एकल लीफ नोड के लिए क्लॉक साइकिल टाइम में भिन्नता है और स्केव एक से अधिक लीफ नोड पर देरी में भिन्नता है जिसके कारण क्लॉक सिग्नल अलग अलग समय पर आ सकते हैं ये दो समस्याएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं और यदि ठीक से नहीं निपटाई जाती हैं या ठीक से काम नहीं किया जाता है तो सर्किट उचित तरीके से काम नहीं कर सकता है अब हमने स्केव और जिटर को जाना है जोकि यहां आरेखीय रूप से चित्रित हैं तो आप देखते हैं कि यह एक क्लॉक सिग्नल है जो आदर्श रूप से लंबवत बढ़ने के बजाय लंबवत गिरने से इसमें धीमी वृद्धि और धीमी गिरावट दिखाई दे रही थी यह क्लॉक सिग्नल की विशिष्ट आकृतियाँ हैं जिसमे प्रतिरोधक और कपैसिटिव प्रभावों की वजह से वृद्धि और धीमे होने का समय सीमित होगा और मैं जो वास्तविक क्लॉक की बात कर रहा हूँ वहां समय की अवधि अभी भी टी hai लेकिन सिग्नल के किनारों में विलम्ब है इसलिए आदर्श क्लॉक सिग्नल को यहां आ जाना चाहिए था लेकिन कुछ अतिरिक्त देरी के कारण क्लॉक सिग्नल देरी के बाद पहुंच रहा है इसे स्केव कहा जाता है लेकिन यह स्केव विलम्ब सभी क्रमिक क्लॉक पल्सेस के लिए समान है लेकिन जिटर यह कहता है कि क्लॉक पल्स का पहला एज किनारा इस तरह की देरी के बाद आ रहा है दूसरा एज किनारा कुछ और देरी के बाद आ रहा है तो इस प्रकार की देरी को जिटर कहा जाता है I क्योंकि यहां क्लॉक के एज किनारो में T समय का विलम्भ नहीं है बल्कि t जिटर है और जिटर अनियमित रूप से भिन्न हो सकता है I मुझे उम्मीद है कि अब आप जिटर का अर्थ विस्तार रूप से जान चुके होंगे आइए अब हम सेटअप टाइम और होल्ड टाइम पर चर्चा करते हैं जिनका सम्बन्ध स्टोरेज एलिमेंट्स का साथ है यहां हम एक सर्किट देखते है यहां मैं एक पाइपलाइन का उदाहरण ले रहा हूँ जहां रजिस्टर स्टेज हैं और एक कॉम्बिनेशन सर्किट है तो यहां मैंने दोनों क्लॉक सिग्नल को अलग अलग नाम दिया है एक को ड्राइविंग क्लॉक और दुसरे को रिसीविंग क्लॉक और इस लॉजिक सर्किटरी या स्टेज के माध्यम से होने वाली देरी यह t लॉजिक होती है इसलिए लॉजिक मूल्यांकन ड्राइविंग क्लॉक के बढ़ते किनारे पर शुरू होता है क्योंकि जब हमें ड्राइविंग क्लॉक की बढ़ती हुई एज किनारा मिलती है तो जो भी इनपुट पिछले चरण से आ रहा है वह इस रजिस्टर में जमा हो जाएगा और यह लॉजिक स्टेज अपनी गणना शुरू कर देगा तो उस समय लॉजिक मूल्यांकन शुरू होता है इसलिए सही संचालन के लिए लॉजिक सिग्नल या लॉजिक सर्किटरी को क्लॉक पल्स के फ्लिप फ्लॉप तक पहुंचने से पहले मूल्यांकन प्राप्त करना होगा और रिसीविंग क्लॉक के अगले चरण में आना होगा अब देखिये की t लॉजिक में देरी हो रही है और इस लॉजिक सर्किटरी ने जब अपनी गणना पूरी कर ली हो और अगले पॉइंट पर पहुँच चुकी हो तब ही इस क्लॉक सिग्नल को आना चाहिए अन्यथा कुछ गलत इनपुट संग्रहित हो सकते हैं यहां हमारे पास सेटअप टाइम नामक एक समय है इसलिए प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक सिग्नल में होने वाली देरी के कारण विलम्भ पैदा होता है जिस कारण इनपुट डाटा फ्लिप फ्लॉप में एकदम से संग्रहित न होकर कुछ देरी से स्टोर होता है और इनपुट डेटा को भी कम से कम समय के लिए स्थिर रखना होगा तभी वह सही तरीके से संग्रहित होगा अन्यथा गलत डेटा संग्रहित हो सकता है यह तथाकथित सेटअप टाइम है तो सेटअप समय को किस रूप में परिभाषित किया गया है यह फ्लिप फ्लॉप द्वारा कब्जा किए जाने से पहले सिग्नल को स्थिर करने के लिए न्यूनतम समय है और जब आप सेटअप टाइम की गणना कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग क्लॉक और रिसीविंग क्लॉक में स्केव और जिटर का भी ध्यान रखना होगा इसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे इस आरेख को फिर से देखें यह ड्राइविंग क्लॉक है यह रिसीविंग क्लॉक है यह लॉजिक की देरी है जोकि इस चरण की अधिकतम खराब स्थिति वाली देरी है तो इस एज से जब भी ड्राइविंग क्लॉक 0 से 1 तक जाती है तो यह चरण गणना शुरू कर देता है मान लीजिए कि यह बहुत समय लेता है और t लॉजिक कुल समय है जब डेटा इस लॉजिक सर्किट के आउटपुट में उपलब्ध है उसके बाद मुझे इस टी सेटअप की अवधि के लिए इस समय की अवधि को स्थिर रखना होगा अन्यथा डेटा यहाँ ठीक से संग्रहित नहीं हो पायेगा तो यह वह आवश्यकता है जो यह कहती है कि आपको अधिकतम समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जितनी कि लॉजिक सर्किट को डेटा की गणना करने की आवश्यकता है I और फिर आपको न्यूनतम समय t सेटअप की प्रतीक्षा करनी होगी जो कि यहाँ फ्लिप फ्लॉप का सेटअप समय है उसके बाद ही हमें रिसीविंग क्लॉक लागू करनी चाहिए रिसीविंग क्लॉक का एज इससे पहले नहीं आना चाहिए अगर यह इससे पहले आता है तो त्रुटि हो सकती है और इस समय को और बढ़ाया जा सकता है यदि हम स्केव और जिटर को शामिल करते हैं क्योंकि यदि स्केव और जिटर होंगे तो क्लॉक सिग्नल में कुछ अतिरिक्त विलंब हो सकता है तो आपको कितने समय की आवश्यकता होगी आपकी कुल समयावधि लॉजिक सर्किट की सबसे खराब स्थिति वाली देरी के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि पाइपलाइन का चरण फ्लिप फ्लॉप का सेटअप समय अधिकतम क्लॉक स्केव अधिकतम क्लॉक जिटर इसलिए आप उन सभी समयावधि को शामिल करें उन्हें जोड़ दें कि आपकी कुल समयावधि उससे अधिक होनी चाहिए क्योंकि जो भी विविधताएं हो सकती हैं और जो भी न्यूनतम सेटअप समय की आवश्यकता है आपको उतना समय प्रदान करना होगा अन्यथा रिसीविंग फ्लिप फ्लॉप में सही डेटा संग्रहित नहीं हो पायेगा I तोइसी प्रकार हमारे पास एक और बाधा है जिसे मिनिमम डिले कन्सट्रैन्ट कहा जाता है हमने सेटअप टाइम का बारे में जाना है I सेटअप टाइम कहता है कि आपके पास एक फ्लिप फ्लॉप डेटा है जो इनपुट में आ रहा है आपके इनपुट डेटा को न्यूनतम समय के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए इससे पहले कि क्लॉक उस न्यूनतम समय सीमा तक पहुंचे उस उस न्यूनतम समय को सेटअप टाइम कहा जाता है अब अब होल्ड टाइम इसके बिलकुल विपरीत है जिसमे क्लॉक सिग्नल का एज आने के बाद आपको कुछ और समय की लिए इंतज़ार करना पड़ता है I इसका तात्पर्य है की स्टोरेज एलिमेंट को आउटपुट सिग्नल को कुछ न्यूनतम समय के लिए रोक कर रखना होगा इसलिए यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निम्न लॉजिक ब्लॉक ड्राइविंग क्लॉक रिसीविंग क्लॉक जैसा एक ही तरह का परिदृश्य होगा हम इस बारे में बात करेंगे तो यह होल्ड टाइम की यह परिभाषा है तो आदर्श स्तिथि यह है कि सिग्नल को बहुत तेजी से लॉजिक सर्किट के माध्यम से नहीं जाना चाहिए और उसी क्लॉक साइकिल में रिसीविंग फ्लिप फ्लॉप के बढ़ते हुए एज के द्वारा पकड़ लिया जाना चाहिए मैं इस उदाहरण को दोबारा समझाता हूँ तो मेरे पास यह ड्राइविंग क्लॉक है जिसमे T टाइम पीरियड है तो समय की किस तरह की आवश्यकताएं क्या हैं ड्राइविंग क्लॉक के आने के बाद आपको होल्ड टाइम का ध्यान रखना है यह होल्ड टाइम वही समय है जिसमे आपको क्लॉक सिग्नल के आने से पहले इनपुट डाटा को स्थिर रखना होगा क्योंकि मेरे पास इस तरह की क्लॉक है यह क्लॉक का एज है इसलिए जब भी मेरे पास कोई डेटा आ रहा है तो यह समय है जिसमे क्लॉक एज भी आ रही है I मुझे अपने डाटा को न्यूनतम समय जोकि सेटअप टाइम है के लिए स्थिर रखना जरूरी है और और क्लॉक एज आने के बाद मुझे एक न्यूनतम समय सीमा जोकि होल्ड टाइम है तक प्रतीक्षा करनी होगी मुझे इन दोनों सेटअप और होल्ड टाइम का खास तौर पर ख्याल रखना होगा केवल फिर ही मेरे फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन को ईमानदारी से सही तरह काम करने की गारंटी दी जा सकती है तो तो क्लॉक एज के पहले और बाद वाली कुछ न्यूनतम समय अवधि सेटअप टाइम और होल्ड टाइम है आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहां हमने होल्ड टाइम का चित्रण किया है क्लॉक की एज आने के बाद t होल्ड टाइम की समयावधि जरूर देनी चाहिए और उसके बाद ही लॉजिक कैलकुलेशन की जानी चाहिए पहले हम यह मान कर चलते थे की ड्राइविंग क्लॉक के आने के तुरंत बाद लॉजिक ऑपरेशन कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं क्लॉक एज आने के तुरंत बाद इस लॉजिक ऑपरेशन को शुरू करने की अनुमति देने से पहले कुछ और t होल्ड समय के लिए इंतजार करना चाहिए क्योंकि आउटपुट को स्थिर करने के लिए उस समय की आवश्यकता होती है इसलिए जब भी क्लॉक सिग्नल आता है तो t होल्ड जितने समय की आवश्यकता होती है उसके बाद ही t लॉजिक आएगा इसे हम t लॉजिक डिले कहते हैं और फिर हम स्केव और जिटर का भी ध्यान रखते है तो कुल समय टी लॉजिक टी होल्ड है टी लॉजिक इस लॉजिक की देरी है और टी होल्ड एक न्यूनतम समय है और उतने समय के लिए हमें गणना शुरू करने से पहले इंतजार करना चाहिए हमारे द्वारा लिया गया समय इन दोनों t लॉजिक और t होल्ड समय के जोड़ से अधिक होना चाहिए यदि यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो इस सर्किट का संचालन विफल हो सकता है अब हम स्केव और जिटर जैसे कुछ मात्रात्मक विचारों पर ध्यान दें जिसकी हमने अब तक बात की है कुछ बाधाएँ हैं जिन्हें संतुष्ट करने की आवश्यकता है आईये इन्हे एक एक करके देखते हैं फिर से हम इसी तरह के परिदृश्य पर विचार करते हैं दो रजिस्टर स्टेज हैं और बीच में एक लॉजिक सर्किट है यह लॉजिक है यह एक स्टोरेज एलीमेंट R1 है और दूसरा स्टोरेज एलीमेंट R2 है तो वे इस तरह से जुड़े हुए हैं तो क्लॉक एक ही प्रकार की हैं लेकिन मैं उन्हें अलग अलग दिखा रहा हूँ क्योंकि उनके बीच कुछ स्केव और जिटर हो सकता है इसलिए स्केव और जिटर के कारण क्लॉक 1 और क्लॉक 2 के बीच कुछ देरी हो सकती है तो हमारे पास इस तरह का एक परिदृश्य है इसलिए हमने अब स्केव जिटर सेटअप और होल्ड टाइम देखा है कुछ बाधाएं हैं जिन्हें सर्किट के सही संचालन के लिए संतुष्ट करने की आवश्यकता है आइए हम एक बार फिर बाधाओं को संक्षेप में देखते हैं तो पहली बाधा अधिकतम विलंब बाधा है हमने कुल लॉजिक सर्किट देरी सेटअप समय में देरी के बारे में बात की थी तो आप इस रिसीविंग क्लॉक के स्केव और जिटर का ख्याल रखते हैं इस लिए आपकी कुल समय अवधि इन सभी तरह के समय और देरी को मिलाकर पैदा होने वाले समय से अधिक या बराबर होनी चाहिए अब लॉजिक और सेटअप को यदि हम एक साथ मिलाकर एक टी लॉजिक सेटअप कहते हैं स्केव और जिटर को अगर आप एक साथ जोड़कर इसे स्केव जिटर कहते हैं इन सभी की वैल्यू T के बराबर या कम होनी चाहिए यह एक बाधा है फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि आपको क्लॉक से पहले कितना समय इंतजार करना होगा उतना समय जिसमे आपको डेटा को फीड करना होगा और इसे स्थिर रखना होगा I इसलिए जब आप इस तरह के परिदृश्य के बारे में बात कर रहे हैं तो यह लॉजिक सर्किट अगले चरण में डेटा फीड कर रहा है जिस कारण सेटअप समय अब R2 पर लागू होगा जब डेटा यहां आ रहा है तो यहां आने वाली क्लॉक से पहले डेटा को न्यूनतम समय t सेटअप के लिए स्थिर रखा जाना चाहिए इसी तरह R1 के लिए इस चरण से पहले जब भी डेटा आएगा यहाँ घटक टी सेटअप होगा इसलिए लॉजिक t सेटअप स्केव और जिटर इन सभी पैरामीटर्स का T समयावधि में ध्यान रखा जाना चाहिए यह पहली बाधा है तो इसके साथ आप कह सकते हैं कि स्केव और जिटर के साथ अधिकतम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 1 होगी यह न्यूनतम विलंब होगा तो यदि आप इस 1 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो यह अधिकतम फ्रीक्वेंसी होगी जिसके साथ यह सर्किट काम कर सकता है और यदि आप इस स्केव और जिटर को नजरअंदाज करते हैं तो सैद्धांतिक रूप से अधिकतम फ्रीक्वेंसी केवल लॉजिक और सेटअप समय 1 t लॉजिक सेटअप समय होती है तो अब आप कितनी फ्रीक्वेंसी खो रहे हैं आप देखें कि अब हम एक डिज़ाइन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं एक डिज़ाइनर के रूप में देखें कि मैंने एक सर्किट डिज़ाइन किया है मैं चाहता हूं कि मेरा सर्किट ज्यादा से ज्यादा तेज़ी से चले इसलिए मैं अपने सर्किट के तेज़ी अधिकतम घड़ी फ्रीक्वेंसी को कैसे माप सकता हूं सैद्धांतिक रूप से शुरुआत में मैंने स्केव और जिटर के बारे में नहीं सोचा था इसलिए बस यह मान लिया कि क्लॉक आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से वितरित की जा रही है मैंने अनुमान लगाया है कि मेरी अधिकतम फ्रीक्वेंसी कहां होनी चाहिए थी लेकिन स्केव और जिटर के कारण मेरे सर्किट को डिजाइन करने के बाद मुझे लगता है कि मैं उस अधिकतम फ्रीक्वेंसी तक नहीं जा सकता हूं क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं कि स्केव और जिटर के कारण कुछ चरण डेटा को सही तरीके से संग्रहित नहीं कर सकते हैं इसलिए मुझे क्लॉक सिग्नल में थोड़ा विलम्भ डालना होगा तो वास्तविक फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करना होगा यही वह कीमत है जो मैं चुका रहा हूं तो यहाँ स्केव और जिटर की अनुपस्थिति में मेरे पास यह है आप कह सकते हैं कि आप कुछ मूल्य का वहन कर रहे हैं जिसे फ्रीक्वेंसी कॉस्ट कहा जाता है अब ये जानते हैं की फ्रीक्वेंसी कॉस्ट क्या है यह फ्रीक्वेंसी में अंतर है जो हमें अधिकतम फ्रीक्वेंसी जिसे आप स्केव और जिटर की नामौजूदगी में प्राप्त कर सकते थे में से वास्तविक फ्रीक्वेंसी को घटाकर जिसमे स्केव और जिटर के स्थान पर f max से विभाजित किया गया था प्रापत किया गया है तो अगर आप इस पर एक साधारण मीन्स अरिथमेटिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आता है t स्केव जिटर t लॉजिक सेटअप t स्केव जिटर t skew jitter t logic setup t skew jitter यदि आप स्केव और जिटर को कम कर सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी कॉस्ट भी कम हो जाएगी डिजाइनर के लिए मुख्य चुनौतियों में से एक चुनौती यह है कि क्लॉक के सर्किट और क्लॉक के नेटवर्क को कैसे डिजाइन किया जाए ताकि आपका स्केव और जिटर कम से कम हो क्योंकि आप कह सकते हैं कि स्केव और जिटर मेरे नियंत्रण में कैसे हो सकता है क्योंकि एक बार जब मैंने एक चिप गढ़ी तो मुझे कितना विलम्भ होगा इस बारे में नहीं पता था लेकिन कम से कम आप यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकते हैं कि सभी क्लॉक के तार की लंबाई लगभग समान हो ताकि अनुमानित देरी समान हो तो विलंब भिन्नता न्यूनतम होनी चाहिए और स्केव कम होना चाहिए इस तरह की आप उम्मीद कर सकते हैं और मैं एक नमूना डेटा यहां दिखा रहा हूं यहां 1 गीगाहर्ट्ज़ की अधिकतम फ्रीक्वेंसी के लिए यह एक नमूना प्लॉट है जिसे मैं दिखा रहा हूं जैसे कि यह स्केव और जिटर की वैल्यू 0 से बढ़ जाती है यह संख्या 240 पिकोसेकंड तक होती है आप देख सकते हैं कि 1 गीगाहर्ट्ज़ से फ्रीक्वेंसी लगभग 800 मेगाहर्ट्ज़ तक नीचे आ जाती है तो जैसे जैसे स्केव और जिटर की वैल्यू बढ़ती है आपकी अधिकतम फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाती है एक बात जो हमारे अगले व्याख्यानों में की जाएगी वह है क्लॉक के डिजाइन के बारे में जिसमे क्लॉक ट्री के डिजाइन पर चर्चा की जाएगी वहां हम देखेंगे कि आप क्लॉक सर्किटरी को इस तरह से कैसे डिजाइन कर सकते हैं कि यह स्केव और जिटर जितना संभव हो कम हो सके क्योंकि फ्रीक्वेंसी कॉस्ट को कम करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण घटक है इसलिए इस व्याख्यान में आज मैंने जो भी बात की है हमने फ्रीक्वेंसी कॉस्ट की अवधारणा को पेश करने की कोशिश की है हमें कितनी फ्रीक्वेंसी का त्याग करना होगा तांकि स्केव और जिटर के संचालन में अधिकतम गति हो सके कुछ अन्य पैरामीटर ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है उदाहरण के लिए होल्ड टाइम और सेटअप टाइम ये फ्लिप फ्लॉप स्टोरेज एलिमेंट्स की विशेषता है जो समय हमें प्रदान करना है वे अनिवार्य विलंब आवश्यकताएं हैं लेकिन स्केव और जिटर एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप खेल सकते हैं इसलिए हम अपने अगले व्याख्यान में कुछ और उदाहरणों को देखेंगे ताकि आप इस बारे में बेहतर महसूस कर सकें कि हम अन्य मापदंडों में देरी के संदर्भ में किसी तरह का व्यापार कैसे कर सकते हैं ताकि आप कुछ समय के उल्लंघन से बच सकें जिससे आप अपने सर्किट को उच्च गति पर चलाने में सक्षम हो सकते हैं इसके साथ ही हमारा यह व्याख्यान समाप्त होता है I धन्यवाद